तो मैं आपको उस कण के विचार से परिचित कराता हूं जिसके साथ एक तरंग जुड़ी होती है और पिछले व्याख्यान में मैंने इसेψxt अंकन दिया था इसका उच्चारण साई होता है इसका उच्चारण साई होता है यह ग्रीक अक्षर है और अब हम यह जानना चाहते हैं कि ψxt से संतुष्ट होने वाला समीकरण क्या है तो एक लहर जुड़ी हुई है हम नहीं जानते कि उस आयाम का क्या अर्थ है हम कैसे कह सकते हैं कि हम अभी भी क्या खोजना चाहते हैं कि समीकरण किससे संतुष्ट है और यह खोज इरविन श्रोडिंगर ने की थी के लिए किसने एक समीकरण प्रस्तावित किया अभी मैं कुछ पर ध्यान केंद्रित करूंगा स्वतंत्र पर जो अब स्थिर है अभी मैं स्टेशनरीψxt पर ध्यान केंद्रित करूंगा लेकिन श्रोडिंगर की खोज ψxt दोनों स्टेशनरी के साथ साथ स्वतंत्र समय के लिए की गई थी अब मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं और सावधानी यह है कि यह समीकरण खोजा गया है यह कहीं मौजूद है और खोजा गया है और इसलिए यह एक मौलिक समीकरण है तो मैं आपको यही बता रहा हूं और सावधानी यह नहीं है कि इसे प्राप्त किया जा सकता है इसे अलग अलग तरीकों से जोड़कर देखा जा सकता है इसे सही ठहराया जा सकता है अंतिम परीक्षण प्रयोग है समीकरण के लिए अंतिम परीक्षण प्रयोगों के परिणामों का मिलान है तो उन्होंने इस समीकरण का प्रस्ताव दिया मैंने इसे खोज लिया अब हम कहते हैं कि खोज की गई क्योंकि एक बार जब यह खोज लिया गया तो यह सभी भंडार जो उसने पाया प्रयोगों के साथ मिलान करने के लिए लेकिन यह एक मौलिक समीकरण है जिसे विभिन्न माध्यमों से खोजा जा सकता है लेकिन यह एक है मौलिक समीकरण इसे किसी और चीज से प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो कृपया इस बात से अवगत रहें कि बहुत से लोग व्युत्पन्न श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं जो कि एक गलत कथन है इसलिए हम अब इस समीकरण पर पहुंचना चाहेंगे और पता लगाएंगे कि यह सही है या क्या इसलिए इस पृष्ठभूमि को देने के बाद मैं अब जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह है यह स्थिर अवस्था श्रोडिंगर समीकरण या जिसे समय स्वतंत्र श्रोडिंगर समीकरण के रूप में भी जाना जाता है यदि आप तरंग पर हमारी चर्चा से याद करते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि देता हूं एक स्थिर लहर कुछ ऐसी थी जिसे अब मैं ψxt के संदर्भ में बात करूंगा अंतरिक्ष भाग आइए इसे ψ और एक समय भाग के रूप में लिखें और वे अलग हो गए और एक स्थिर लहर के लिए समय भाग sin ωt या e iωt के रूप में था यह वास्तविक या काल्पनिक हिस्सा है तो एक स्थिर तरंग का समय भाग एक शुद्ध एकल आवृत्ति भाग सही था और वह आवृत्ति या कोणीय आवृत्ति थी उसी तरह श्रोडिंगर के सिद्धांत में स्थिर तरंगों में एक शुद्ध होगा जिसे Eके रूप में दिया जाएगा जो कि 2πEh ठीक है तो ψxt को फिर से कुछ ψ e iEt के रूप में लिखा जा रहा है और हम इस xभाग के समीकरण की तलाश कर रहे हैं स्थिर तरंग से स्मरण करो और मैं एक आयाम d2dx2k2ψ0 पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं जब केवल x पर निर्भर करता है और एक शुद्ध तरंग होती है और k कुछ और नहीं बल्कि v था आइए हम उस व्याख्यान पर वापस जाएं और इसे देखें तो क्या मैं यहां से यह तर्क दे सकता हूं कि भौतिक तरंग के लिए एक समान समीकरण का उपयोग तो आइए देखें कि भौतिक तरंग के लिए k क्या है या एक कण के लिए k इसे 2π के रूप में दिया जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि 2 hpहै तो मैं k कण 2πph or p लिख सकता हूँ और इसलिए k2 p22 होने जा रहा है और ऊर्जा E के एक कण के लिए p2 कुछ नहीं 2m2 है जो कि p2 है आइए हम इसे यहां स्थानापन्न करें जब मैं इसे यहां स्थानापन्न करता हूं तो मुझे d2dx2k2ψ0 मिलने वाला है क्या यह कण तरंग के लिए समीकरण हो सकता है तो यह हेरफेर द्वारा आपको 22md2dx2VψEψ देता है श्रोडिंगर ने यही प्रस्तावित किया था और इस ψxt की समय निर्भरता ψ के बराबर होगी जिसकी गणना e iEt से ऊपर के समीकरण से की जाएगी तो यह एक स्थिर तरंग है जो आवृत्ति E के साथ दोलन करती है क्या यह तरंग परीक्षण के लिए समीकरण हो सकता है जैसा कि मैंने पहले कहा इसका समाधान है और प्रयोगों या पहले ज्ञात परिणामों के साथ तुलना करना इसलिए हम इसे हल करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इससे वे परिणाम मिलते हैं जो पहले ज्ञात थे और अगर प्रयोगों के साथ मेल खाता है तो अब इस समीकरण को हल करना है तो इसे स्थिर राज्यों के लिए श्रोडिंगर समीकरण के रूप में जाना जाता है और जैसा कि मैंने पहले कहा था इसे सीमा शर्तों के साथ हल किया जाना है और जब आप लहरों पर मेरे व्याख्यान में स्ट्रिंग के उदाहरण से फिर से याद करते हैं तो सीमा शर्तों के साथ एक समस्या का समाधान करते हैं सीमा शर्तों का मतलब है कि सीमा की स्थिति केवल कुछ ऊर्जा एन से संतुष्ट हैं और इन्हें ईजिन ऊर्जा के रूप में जाना जाएगा और ये सिस्टम की स्थिर अवस्था ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेंगे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु में वे आपको वह ऊर्जा देंगे जो पहले निर्धारित की गई है इसलिए हमें इसकी जांच करनी होगी और हम यह भी मांग करते हैं कि ψ कुछ शर्तों को पूरा करे तो हम जिस समीकरण को श्रोडिंगर समीकरण कह रहे हैं वह है 22md2dx2VψEψ और शर्तें संख्या 1 हैं ψ हर जगह परिमित रहें संख्या 2 ψ निरंतर हो संख्या 3 dψdx हर जगह परिमित और निरंतर हो मुझे यहां एक चेतावनी लिखने दें सिवाय इसके कि जब V अनंत तक जाता है या का व्यवहार ठीक नहीं है तो ये सभी 3 चीजें मैं कहूंगा कि अच्छा व्यवहार किया गया है इसलिए हम मांग करने जा रहे हैं कि समाधान हर जगह सीमित हों हर जगह निरंतर हों और dψdx हर जगह निरंतर और सीमित हो ताकि दूसरा व्युत्पन्न भी लिया जा सके तो यह है और इसे सीमा शर्तों के साथ हल किया जाना है और सीमा की स्थिति वैसी ही होने वाली है जैसा हमने पहले कहा था कि तरंग कार्य जहां भी परिमित है वहां एक कण पाया जाना है तो जहाँ कहीं कण न मिले और इसका मतलब है आम तौर पर x ±∞ में प्रवृत्ति की मांग 0 की जाएगी या भौतिक स्थिति को देखते हुए जहां कण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए वहां गायब हो जाना चाहिए अन्यथा परिमित निरंतर है और निरंतर में व्युत्पन्न परिमित है यह 3 आयामी सामान्यीकरण भी लिखा जा सकता है तो एक आयामी समीकरण है 22md2dx2VψEψ सामान्यीकरण में 3 आयामी होने जा रहा है 22mलैप्लासियन प्रतिस्थापित करेगा दूसरा व्युत्पन्न वर्ग है और यह आर का एक कार्य होने जा रहा है इसका मतलब है x y और z जमा V ψ बराबर Eψ होगा मुझे इसे xy और z के पदों में भी लिखने दें 22m2ψxyz यानी कि r वेक्टर का अर्थ है प्लस xy और z ψxyz का फलन E ψx y z के बराबर है यह समीकरण होने जा रहा है अब हम इसे एक सरल प्रणाली के लिए हल करते हैं एक बॉक्स में कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल करें और यह समाधान हम पहले ही विल्सन समरफ़ील्ड परिमाणीकरण स्थिति से प्राप्त कर चुके हैं अब हम इसे हल करने जा रहे हैं यह श्रोडिंगर समीकरण है और देखें कि यह क्या उत्तर देता है इस मामले में हमारे पास एक बॉक्स होगा जिसमें बॉक्स के बाहर क्षमता अनंत है और क्षमता 0 है मान लीजिए कि यह x 0 x L है और कण यहां घूम रहा है तो श्रोडिंगर समीकरण यह है कि 22md2dx2VψEψ के लिए 0 और l के बीच और x 0 0 है जो कि सीमा की स्थिति है क्योंकि x 0 से परे एक कण मौजूद नहीं हो सकता है क्षमता अनंत है और इसलिए कोई भी परिमित ऊर्जा कण नहीं हो सकता है और x एल 0 है तो ये सीमा हैं स्थितियों आइए देखें कि समाधान क्या है तो मैं एक बॉक्स में कण के लिए हल कर रहा हूं V→∞ बाहर कण अंदर है और समीकरण 22md2dx2VψEψ है और इसलिए d2dx22mE2ψ0 और E0 के लिए इस k वर्ग को हल करना बहुत आसान है तो यह समीकरण बन जाता है k2ψ0 कहा पे k22mE2और यह समाधान हम पहले से ही स्ट्रिंग समाधान से जानते हैं ψ AsinkxBcoskx होने जा रहा है और x00 का अर्थ है B0 xL0 का तात्पर्य A sin kL है और इसलिए यह सीमा शर्त केवल knnπL के लिए संतुष्ट है और इसलिए kn2 जो कि n22L2 है 2mEn2 के बराबर है और यह मुझे तुरंत बताता है कि Enn2222mL2 जो वही उत्तर है जो पहले विल्सन समरफील्ड परिमाणीकरण शर्तों द्वारा प्राप्त किया गया था तो आप देखते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण मुझे वही उत्तर देता है सिवाय इसके कि अब मैंने इसे हल कर लिया है मुझे वह उत्तर एक तरंग समीकरण के समाधान के माध्यम से प्राप्त हुआ है और वे ऊर्जाएँ जो मैं स्थिर ऊर्जाएँ आईगन ऊर्जा के रूप में प्रकट करती हूँ तो En एक आईगन ऊर्जा है यह केवल इन ऊर्जाओं के लिए है कि सीमा की स्थिति ठीक से संतुष्ट होती है तो तरंग चित्र में यह सीमा की स्थिति है जो आपको उन असतत ईजिन ऊर्जाओं को प्रदान करती है क्योंकि केवल उन्हीं ऊर्जाओं के लिए सीमा की स्थिति संतुष्ट होती है तरंग समारोह के बारे में क्या इसलिए अगर मैं En जो n2222mL2 है तो यह n के बराबर 1 होने वाला है जो मुझे 22 2mL2 वर्ग ऊर्जा देने वाला है और तरंग फलन sin L xगुना स्थिरांक होने जा रहा है जिसे हमने अभी तक निर्धारित नहीं किया है उच्च n के लिए sin nπL x होने जा रहा है तो En संबंधित तरंग फलन ψ कुछ स्थिर Asin nπL x है ये तरंग फलन ऐसे कैसे दिखते हैं मुझे इसे यहाँ प्लॉट करने दें n 1 के बराबर के लिए यह बिल्कुल एक स्ट्रिंग वेव फंक्शन के समान दिखता है यह n 1 है क्योंकि n 2 तरंग फ़ंक्शन इस तरह दिखता है यह n 2 है n 3 के लिए यह तरंग फलन इस तरह दिखता है तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम उच्च और उच्च ऊर्जाओं में जाते हैं तरंग कार्य अधिक से अधिक झुकता है और यह समझ में आता है क्योंकि छोटा और छोटा होता जाता है इसलिए यह अधिक गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है तो आप तुरंत देख सकते हैं कि अधिक कंपन अधिक तरंग फ़ंक्शन को बंद करने का अर्थ है उच्च गतिज ऊर्जा और समाधान बिल्कुल एक स्ट्रिंग के लिए तरंग समाधान की तरह तो किसी को वास्तव में डर नहीं लगना चाहिए कि आप श्रोडिंगर समीकरण को हल करना जानते हैं यह एक स्ट्रिंग पर समीकरण की तरह एक तरंग समीकरण है और आईगनवैल्यू अब क्वांटम सिस्टम की स्थिर अवस्था ऊर्जा से संबंधित हैं उस परिचय और सरल उदाहरण के साथ मैं इस व्याख्यान को संख्या १ बताकर समाप्त करता हूं श्रोडिंगर समीकरण 22m2ψVψEψ सामग्री के लिए मौलिक तरंग समीकरण है लहरें संख्या 2 यह उचित सीमा स्थितियों के साथ समाधान है जो एक प्रणाली की क्वांटम ऊर्जा देता है यह ऊर्जा आईगन ऊर्जा के रूप में जानी जाती हैं मैंने पहले तरंग व्याख्यान में आईगनवैल्यू के विचार को पेश किया है और का अर्थ अभी समझा जाना बाकी है